हम अपनी चर्चा जारी रखते हैं इस व्याख्यान में हम इसके तीसरे भाग ARM माइक्रोकंट्रोलर के आर्किटेक्चर के बारे में बात करेंगे इस व्याख्यान में हम मुख्य रूप से ARM आर्किटेक्चर में प्रोसेसर मोड और रजिस्टरों के बारे में बात करेंगे कुछ विशेष रजिस्टर हैं हम आपको इन विशेष रजिस्टर की आवश्यकता और भूमिका बताने की कोशिश करेंगे एक्सेप्शन से निपटने के बारे में कुछ जानेंगे जिसे थंब मोड़ ऑफ़ एक्सक्यूशन कहा जाता है और भी उस के बारे में बहुत संक्षेप में जानेंगे फिर हम इसके बारे में बहुत विस्तार में नहीं जा रहे हैं क्योंकि यह पाठ्यक्रम मुख्य रूप से विभिन्न प्रणालियों को डिजाइन करने के लिए प्रदर्शन के लिए है लेकिन वास्तु संबंधी मुद्दों पर कुछ बुनियादी अवधारणाओं को सीखना हमेशा बेहतर डिजाइनर बनने में आपकी मदद करेगा यह आपको आर्किटेक्चरल कॉन्सेप्ट्स में एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन की कुछ प्रारंभिक पृष्ठभूमि के साथ देने का प्रयास करने का मुख्य उद्देश्य है हम प्रोसेसर मोड के साथ शुरू करते हैं एक निश्चित समय में एक्सेक्यूशन के दौरान ARM प्रोसेसर 7 मोड में से एक में हो सकता है यह तालिका इन 7 प्रोसेसर मोड को सारांशित करती है यूजर मोड एक प्रोग्राम के एक्सेक्यूशन के दौरान सामान्य मोड मे होता है जब किसी प्रोग्राम को सामान्य रूप से एक्सेक्यूशन किया जाता है तो हम कहते हैं कि सिस्टम यूजर मोड में है यह यूजर मोड संक्षिप्त है usr अब आप प्रोसेसर में जानते हैं हमारे पास बाहरी उपकरणों से आने वाले इंटरप्ट हो सकते हैं यदि यह आता है तो जो प्रोग्राम एक्सेक्यूशन हो रहा है उसे निलंबित कर दिया जाएगा हमें कुछ इंटरप्ट से निपटने की रूटीन में जाना होगा उस रूटीन को चलाना होगा और फिर से वापस आना होगा और इंटरप्ट प्रोग्राम को फिर से शुरू करना होगा ARM में इंटरप्ट प्रोसेसिंग के दो अलग अलग स्तर अनुमानित हैं एक को उच्च प्राथमिकता कहा जाता है अन्य को सामान्य प्राथमिकता कहा जाता है यह FIQ उच्च प्राथमिकता वाला मोड है FIQ मोड में प्रवेश किया जाता है जब एक उच्च प्राथमिकता वाले इंटरप्ट को सक्रिय किया जाता है और स्वीकार किया जाता है ध्यान देने वाली बात यह है कि जब उच्च प्राथमिकता वाले इंटरप्ट को संसाधित किया जा रहा है अगर इस दौरान कुछ कम प्राथमिकता वाले इंटरप्ट आते हैं उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा उन्हें अनदेखा किया जाएगा इसलिए उच्च प्राथमिकता वाले इंटरप्ट कम प्राथमिकता वाले इंटरप्ट पर वास्तविक उच्च प्राथमिकता होंगे और IRQ कम प्राथमिकता या सामान्य प्राथमिकता इंटरप्ट होती है एक सुपरवाइजरी मोड होता है जो अधिकांश आधुनिक प्रोसेसर के पास है कुछ इंस्ट्रक्शन हैं जैसे सुपरवाइजरी कॉल या ट्रैप या SWI सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इसके विभिन्न नाम हैं लेकिन इस इंस्ट्रक्शन का उद्देश्य यह है कि ये इंस्ट्रक्शन ऑपरेटिंग सिस्टम पर नियंत्रण स्थानांतरित करने की अनुमति देते हैं वैसे कंप्यूटर में जहां एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ये इंस्ट्रक्शन प्रोसेसर मोड को यूजर मोड से सुपरवाइजर मोड में बदलने की अनुमति देते हैं और फिर जैसे सबरूटीन कॉल कंट्रोल सुपरवाइजर या ऑपरेटिंग सिस्टम पर जाएगा अब सुपरवाइजरी मोड svc है यह एक संरक्षित मोड है और इस मोड की आवश्यकता तभी होती है जब आपके कार्यान्वयन में कोई ऑपरेटिंग सिस्टम हो सभी एम्बेडेड सिस्टम एप्लिकेशन में आपको इसकी आवश्यकता नहीं होगी लेकिन सिस्टम में जहां वास्तव में एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और आपको सुरक्षा की आवश्यकता है तो इस एक्सेक्यूशन मोड का होना चाहिए और अबो्र्ट उन मामलों के लिए एक वैकल्पिक मोड है जहां आप मेमोरी प्रोटेक्शन रखना चाहते हैं आप यह देखना चाहते हैं कि जब कोई प्रोग्राम एक्सेक्यूशन हो रहा है तो आप केवल मेमोरी के इस क्षेत्र तक पहुंचने वाले हैं यदि गलती से आपका प्रोग्राम अनुमेय सीमा से परे किसी भी मेमोरी लोकेशन तक पहुंचने का प्रयास करता है तो यह एबॉर्ट इंटरप्ट उत्पन्न हो जाएगा और संबंधित प्रोसेसर मोड को एबॉर्ट मोड कहा जाता है मेमोरी एक्सेस उल्लंघन से निपटने के लिए प्रोसेसर एबॉर्ट मोड में जाता है और अपरिभाषित वास्तव में कुछ है जो भविष्य के विस्तार के लिए रखा जाता है वैसे कुछ इंस्ट्रक्शन ऑपकोड को परिभाषित नहीं किया गया है इसलिए वे अपरिभाषित हैं इसलिए अगर गलती से आप एक इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूशन करने की कोशिश कर रहे हैं जिसका ऑपकोड अपरिभाषित है तो आपको एक अपरिभाषित इंटरप्ट मिलता है और प्रोसेसर मोड अपरिभाषित स्थिति में चला जाता है और ऐसे उदाहरण हैं जहां आप कुछ विशेषाधिकार प्राप्त ऑपरेटिंग सिस्टम कार्यों को चलाना चाहते हैं और इसके लिए आप आमतौर पर इस सिस्टम मोड पर जाते हैं सिस्टम मोड और सुपरवाइजरी मोड बहुत संबंधित हैं मैं इस पर विस्तार से नहीं जा रहा हूं क्योंकि एक एम्बेडेड सिस्टम डिज़ाइन के लिए वास्तव में इनकी आवश्यकता नहीं है ARM इन सभी तरीकों का समर्थन करता है ARM अपने आर्किटेक्चरल सुविधाओं के मामले में काफी लचीला है इसमें सामान्य प्रोग्राम रजिस्टर का एक बड़ा सेट है जैसा कि मैंने पहले उल्लेख किया है कुल 37 रजिस्टर हैं ये सभी 32 बिट हैं समर्पित रजिस्टरों के बारे में बात करते हुए 7 रजिस्टर हैं जिनका विशिष्ट उद्देश्य है एक PC है फिर CPSR है आप में से जो लोग 8085 जैसे कुछ माइक्रोप्रोसेसरों से परिचित हैं उनके लिए आपको पता होगा कि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें कंडीशन फ्लैग कहा जाता है जब भी कुछ इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूशनकिया जाता है तो हालत के फ्लैग सेट या रीसेट होते हैं शून्य फ्लैग कैर्री फ्लैग ओवरफ्लो फ्लैग आदि है यह एक फ्लैग रजिस्टर की तरह है इसमें कई फ्लैग होते हैं जो प्रोसेसर के मोड या इंस्ट्रक्शन एक्सेक्यूशन के आधार पर सेट किए जाते हैं और 5 सहेजे गए प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर हैं अब यह अवधारणा दिलचस्प है एक CPSR है और कई SPSR हैं आप एक पारंपरिक प्रोसेसर में देखते हैं जब भी कोई इंटरप्ट आती है तो हम सामान्य रूप से क्या करते हैं हम स्टैक में सभी रजिस्टरों को सहेजते हैं जिसमें स्टेटस रजिस्टर और फ्लैग भी शामिल हो सकते हैं इंटरप्ट हैंडलर पर जा सकते हैं सबकुछ खत्म कर सकते हैं वापस आ सकते हैं सभी रजिस्टर और स्टेटस रजिस्टर को फिर से शुरू कर सकते हैं और एक्जीक्यूट कर सकते हैं लेकिन ARM में स्टैक के लिए कोई सपोर्ट नहीं है स्टैक में या स्टैक से पुश या पॉप इंस्ट्रक्शन नहीं है मान लीजिए कि कोई प्रोग्राम चालू स्थिति में चल रहा है CPSR में संग्रहीत है तो एक इंटरप्ट आया है CPSR की सामग्री को SPSR में कॉपी किया जाएगा फिर इंटरप्ट हैंडलर चलेगा वापस आने से पहले SPSR की सामग्री CPSR में वापस आ जाएगी चूंकि कोई स्टैक नहीं है इसलिए CPSR से वैल्यू को बहाल करना यूजरओं की जिम्मेदारी है और फिर इसे आगे और पीछे ले जाएं और हां 30 सामान्य उद्देश्य रजिस्टर हैं इनका नाम आमतौर पर r0 से r29 रखा जाता है अब प्रोसेसर मोड के आधार पर यह निर्भर करता है कि इनमें से कितने रजिस्टर आप वास्तव में एक्सेस कर सकते हैं 16 रजिस्टर आमतौर पर ऑपरेशन के एक विशिष्ट मोड में दिखाई देते हैं ये 16 रजिस्टर इस प्रकार हैं 13 सामान्य रजिस्टर r 0 से r12 हैं कोई स्टैक नहीं है लेकिन r13 स्टैक पॉइंटर के रूप में चिह्नित है यदि आप सॉफ़्टवेयर के माध्यम से खुद को स्टैक लागू करना चाहते हैं तो आप उद्देश्य के लिए r13 का उपयोग कर सकते हैं और r14 एक लिंक रजिस्टर है एक पारंपरिक प्रोसेसर के लिए सबरूटीन कॉल इंस्ट्रक्शनके लिए PC का मूल्य स्टैक में डाल दिया जाता है लेकिन यहां कोई स्टैक नहीं है तो एक विशेष रजिस्टर है जिसे लिंक रजिस्टर कहा जाता है PC का वैल्यू लिंक रजिस्टर में कॉपी हो जाता है जब भी कोई सबरूटीन कॉल होता है और जब आप सबरूटीन से वापस लौट रहे होते हैं तो जो भी लिंक रजिस्टर होता है उसे वापस PC में कॉपी कर लिया जाता है PC को r15 के रूप में एक्सेस किया गया है और फिर हम सीपीएसआर मैं बाद में अलग अलग रजिस्टरों के साथ एक तस्वीर दिखाऊंगा कि वे अलग अलग तरीकों से कैसे मौजूद हैं सामान्य प्रयोजन के रजिस्टरों के संदर्भ में जहां आपको कुछ डेटा स्टोर करने की अपेक्षा की जाती है मैंने आपको बताया था कि रजिस्टर सभी आकार में 32 बिट्स हैं लेकिन जिन ऑपरेशनों का समर्थन किया जाता है उनके संदर्भ में आपके पास 8 बिट ऑपरेशन 16 बिट या आधे वर्ड ऑपरेशन या पूर्ण 32 बिट वर्ड ऑपरेशन हो सकते हैं जब आप आधे वर्ड संचालन का उपयोग कर रहे हैं तो निचले 16 बिट्स का उपयोग किया जाता है और बाइट संचालन के लिए अंतिम 8 बिट्स का उपयोग किया जाता है और इनका उपयोग केवल डेटा ट्रांसफर संचालन के लिए अंकगणितीय संचालन के लिए नहीं किया जाता है क्योंकि सभी अंकगणितीय ऑपरेशन केवल 32 बिट्स के आकार के होते हैं लेकिन जब आप डेटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर रहे हैं तो आप 8 बिट्स या 16 बिट्स या 32 बिट्स को स्थानांतरित कर सकते हैं मेमोरी से आप 8 बिट्स को एक रजिस्टर में ट्रांसफर कर सकते हैं यह अंतिम 8 बिट्स रजिस्टर में चला जाएगा CPSR में क्या है इसमें विभिन्न फ्लैग शामिल हैं V द्वारा निरूपित एक ओवरफ्लो फ्लैग है सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन के लिए एक कैरी फ्लैग C है आप इसे उधार भी कहते हैं एक शून्य फ्लैग Z है यह जांचता है कि परिणाम शून्य है या नॉनजरो और साइन फ्लैग N इसके अलावा प्रोसेसर कई मोड में हो सकता है मैंने कहा कि 7 मोड हैं लेकिन भविष्य के विस्तार के साथ ARM मोड को स्टोर करने के लिए 5 बिट्स रखता है 5 बिट्स में आप 32 मोड तक सपोर्ट कर सकते हैं बिट 5 का उपयोग थंब स्टेट को दर्शाने के लिए किया जाता है फिर बिट्स 6 और 7 उच्च प्राथमिकता वाले इंटरप्ट को सक्षम करने और अक्षम करने के लिए हैं और इंटरप्ट होने से पहले सामान्य हैं यदि ये बिट 1 पर सेट हैं तो ये अक्षम हैं यदि 0 है तो वे सक्षम हैं बीच में अन्य बिट्स अप्रयुक्त हैं विशेष रजिस्टर के बारे में बात कर रहे हैं बस फिर से एक नज़र यह r15 या प्रोग्राम काउंटर है जैसा कि आप जानते हैं कि PC हमेशा सही एक्सेक्यूशन होने के लिए मेमोरी में अगले इंस्ट्रक्शन का पता रखता है इसलिए यदि गंतव्य रजिस्टर PC है तो इसका मतलब है कि आप वहां जम्प कर रहे हैं लिंक रजिस्टर r14 सबरूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन के लिए उपयोग किया जाता है ARM में सबरूटीन कॉल इंस्ट्रक्शन को बीएल ब्रांच और लिंक कहा जाता है यह उस पते को निर्दिष्ट करता है जहां ब्रांच है ब्रांचिंग से पहले PC का वर्तमान वैल्यू एलआर आर 14 में सहेजा जाएगा और फिर जो गंतव्य निर्दिष्ट किया गया है उसे PC में लोड किया जाएगा जब आप वापस आ रहे हैं तो LR के वैल्यू को वापस PC में कॉपी किया जाएगा इसलिए आप एक्सेक्यूशन को फिर से शुरू करें जहाँ से आपने छोड़ा था r13 को स्टैक पॉइंटर के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है यदि आप सॉफ़्टवेयर में स्टैक लागू करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और CPSR उस प्रोग्राम के संबंध में वर्तमान स्थिति रजिस्टर रखता है जिसे एक्सेक्यूशन किया जा रहा है और जब भी कुछ एक्सेप्शन या इंटरप्ट आती है CPSR एक विशेष या सहेजे गए प्रोग्राम स्टेटस SPSRs में से एक में कॉपी हो जाता है उनके पास CPSR की एक प्रति होगी जब आप एक्सेप्शन रूटीन से वापस आते हैं तो SPSR एक्सेक्यूशन होने से पहले आपको CPSR में कॉपी किया जाना चाहिए PC के बारे में बात करते हुए एक्जीक्यूशन के दो तरीके हैं एक ARM मोड है एक थंब मोड है आइए हम यहाँ भेद स्पष्ट करते हैं हम सबसे पहले ARM मोड ऑफ एक्जीक्यूशन के बारे में बात करते हैं जो डिफ़ॉल्ट मोड है ARM मोड कहता है कि सभी इंस्ट्रक्शन 32 बिट हैं और उनका वर्ड गठबंधन है वर्ड गठबंधन का मतलब है कि सभी इंस्ट्रक्शन को मेमोरी पते से शुरू होना चाहिए जो कि 4 का गुना होगा ऐसा करने की आवश्यकता पर मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं जब आप मेमोरी को माइक्रोकंट्रोलर के साथ इंटरफेस करते हैं तो एक अवधारणा होती है जिसे मेमोरी इंटरलेविंग कहा जाता है यदि आपके पास 4 वे इंटरलेविंग है तो एक पते से शुरू होने वाले 4 बाइट्स जो कि 4 के एक से अधिक है एक एकल क्लॉक साईकल में स्थानांतरित किया जा सकता है लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो आपको 2 क्लॉक साईकल की आवश्यकता होगी तो आपकी मेमोरी ट्रांसफर धीमी हो जाएगी तेज मेमोरी एक्सेस करने के लिए ARM वर्ड अलाइनमेंट पर जोर देता है और 4 के कई का मतलब है कि अंतिम दो बिट्स 00 हैं कोई एड्रेस के अंतिम दो बिट्स 0 है तो इसका मतलब है की ये मल्टीप्ल ऑफ़ 4 है इसलिए जब यह ARM मोड में है तो PC में हमारे इंस्ट्रक्शन का पता रखने की उम्मीद है हमेशा अंतिम 2 बिट 0 होंगे इसलिए PC के अंतिम दो बिट्स वास्तव में ARM मोड में उपयोग नहीं किए जाते हैं क्योंकि वे हमेशा 0 होंगे साथ ही पाइप लाइन की संख्या के आधार पर PC 8 या 12 बाइट आगे हो सकता है लेकिन एक्सेक्यूशन का एक और तरीका है जब आपको 32 बिट प्रोसेसिंग की पूरी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है हो सकता है कि हम ARM प्रोसेसर का इस्तेमाल बहुत ही साधारण एप्लिकेशन में कर रहे हों जहां छोटे 16 बिट इंस्ट्रक्शन हों कुछ इंस्ट्रक्शन सब्मिट यहाँ थंब मोड में इंस्ट्रक्शन 16 बिट हैं इसका मतलब है कि 2 बाइट्स हैं और वे आधे वर्ड संरेखित हैं इसका मतलब है कि इंस्ट्रक्शन पते 2 गुणक हैं इसलिए पहले यह 4 गुणक था यहाँ यह 2 गुणक है 2 में से कई का अर्थ है पते का अंतिम बिट 0 होगा तो PC में अंतिम बिट 0 है जिसका उपयोग नहीं किया गया है यह ARM मोड और थम्ब मोड के बीच मुख्य अंतर है ARM मोड एक सुपरसेट है जहां सभी इंस्ट्रक्शन32 बिट्स में एन्कोडिंग होते हैं थम्ब मोड उसी का सबसेट है जहां आप सभी इंस्ट्रक्शन को 16 बिट्स में छोटा करते हैं क्योंकि कोड घनत्व अधिक होगा छोटे अनुप्रयोगों के लिए आपके पास कार्यान्वयन का बहुत सस्ता तरीका हो सकता है तो थंब मोड का उपयोग ऐसे मामलों के लिए किया जाता है जहां आपको छोटे सिस्टम की आवश्यकता होती है यह आरेख आपको विभिन्न मोड में रजिस्टरों के बारे में एक ओवरव्यू देता है यूजर या सिस्टम मोड में आपके पास 13 रजिस्टरों r0 से r12 तक फिर r13 r14 r5 spv लिंक PC CPSR तक पहुंच है जो 4 SPSR हैं वे अन्य 5 मोड के अनुरूप हैं यदि FIQ आता है तो CPSR इस SPSR में कॉपी हो जाता है और यह r0 to r7 FIQ में हो जाएगा लेकिन अन्य रजिस्टर एक FIQ के लिए विशिष्ट होंगे यदि आप वापस आते हैं तो वे फिर से बदल जाएंगे और IRQ r0 से r12 में पूरी बात है केवल r13 r14 FIQ के लिए विशिष्ट है SVC और अबो्र्ट के लिए समान है अब CPSR के बारे में बात करते हुए एक बार फिर यह CPSR की तस्वीर है जो मैंने पहले बताई थी अंतिम 5 बिट्स अब विशिष्ट बिट संयोजन यहां दिखाए गए हैं इन 7 मोडों के लिए मोड बिट कॉम्बिनेशन को इस तरह परिभाषित किया जाता है जैसे 10000 मतलब यूजर मोड 10001 FIQ मोड है और इसी तरह अन्य फ्लैग बिट भी दिखाए जाते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बारे में बात करते हुए इस तरह की एक प्रक्रिया का पालन किया जाता है वेक्टर टेबल नामक एक इंटरप्ट वेक्टर की तरह है यह वेक्टर टेबल पता 0 से मौजूद है 0x00 का अर्थ है हेक्साडेसिमल 00 ये हेक्साडेसिमल संख्या 004 008 00C हैं इनमें से प्रत्येक प्रविष्टि 4 बाइट्स है जब भी कोई एक्सेप्शन होता है CPSR को संबंधित SPSR में कॉपी किया जाएगा आप जानते हैं कि 5 SPSR हैं एक्सेप्शन CPSR के प्रकार के आधार पर संबंधित SPSR को कॉपी किया जाएगा और CPSR के संबंधित बिट्स आप किस मोड में हैं इसके आधार पर सेट किया जाएगा और इंटरप्ट प्रोसेसिंग के दौरान इंटरप्ट बिट्स को निष्क्रिय कर दिया जाएगा क्योंकि यदि वे सक्षम हैं तो बीच में एक और इंटरप्ट भी आ सकती है नेस्टेड इंटरप्ट से बचने के लिए जब आप इंटरप्ट हैंडलिंग कर रहे हैं तब बाधित होने को अक्षम किया जा सकता है फिर वापस आने से पहले रिटर्न एड्रेस को उस मोड के अनुरूप एलआर रजिस्टर में स्टोर करना होगा अलग अलग मोड के लिए अलग अलग एलआर रजिस्टर हैं और PC को वेक्टर एड्रेस से लोड किया गया है यदि आप इस पर जम्प करते हैं तो वापसी के लिए एक्सेप्शन हैंडलर रिवर्स काम करेगा यह लोड करेगा SPSR को CPSR में LR को PC में स्थानांतरित होगा ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां से एंट्री होती है ये इंटरप्ट हैंडलर के पते नहीं होते हैं बल्कि ये इंस्ट्रक्शन होते हैं आमतौर पर ये जंप या कॉल इंस्ट्रक्शन के प्रकार होते हैं इसलिए जब आप यहां आएंगे तो यहां से रूटीन तक एक जम्प होगी जो इंटरप्ट को संभाल रही है तो ये सभी एक वर्ड इंस्ट्रक्शन वेक्टर तालिका में संग्रहीत हैं यह मैंने पहले ही उल्लेख किया है वेक्टर टेबल 0x00 पते से 0x1c तक संग्रहीत है प्रत्येक एक्सेप्शन प्रकार के लिए एक वर्ड आवंटित किया जाता है और जैसा कि मैंने कहा है इस वर्ड में कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे कुछ जम्प कुछ ब्रांच इंस्ट्रक्शन यह संगत इंटरप्ट हैंडलर को ब्रांच देगा इसमें कोई पता नहीं है मैं ARM और थम्ब इंस्ट्रक्शन सेट एक त्वरित तुलना के बारे में बात कर रहा हूं ARM मोड में CPSR में T बिट को 0 पर सेट किया गया है और Thumb मोड पर सेट करने के लिए 1 अंतर इस प्रकार हैं ARM मोड में 32 बिट इंस्ट्रक्शनहैं थंब मोड में 16 बिट इंस्ट्रक्शनहैं मुख्य इंस्ट्रक्शन की संख्या 58 और 30 है कंडीशनल एक्सेक्यूशन एक विशेषता है जहां कुछ इंस्ट्रक्शन कंडीशन सही या गलत होने के आधार पर एक्सेक्यूशन किए जाएंगे ARM में लगभग सभी इंस्ट्रक्शन कंडीशन एक्सेक्यूशन का समर्थन करते हैं लेकिन केवल ब्रांच इंस्ट्रक्शन के लिए थंब में आप शर्तों के लिए जांच कर सकते हैं लेकिन अन्य इंस्ट्रक्शनस शर्त एक्सेक्यूशन का समर्थन नहीं करते हैं ARM मोड में डेटा प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन बैरल शिफ्टिंग का समर्थन करता है लेकिन थंब में ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं हैं यहाँ अलग अलग शिफ्ट इंस्ट्रक्शन हैं और अलग अलग ALU इंस्ट्रक्शन हैं ARM मोड में प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर आप विशेषाधिकार मोड में रीड राइट कर सकते हैं लेकिन थंब मोड में आप प्रोग्राम स्टेटस रजिस्टर एक्सेस नहीं कर सकते और ARM मोड में रजिस्टरों के लिए आप 15 GPR r0 से r14 और PC का उपयोग कर सकते हैं लेकिन थंब में आप 8 GPR 7 उच्च रजिस्टर और PC का उपयोग कर सकते हैं उच्च रजिस्टर का अर्थ है रजिस्टरों के उच्च 16 बिट्स कुछ विशिष्ट रजिस्टर हैं जिन्हें एक्सेस किया जा सकता है एक्सेक्यूशन मुझे यहां एक उदाहरण देना चाहिए कंडीशनल एक्सेक्यूशन नियंत्रण करता है कि सीपीयू वर्तमान इंस्ट्रक्शन को एक्सेक्यूशन करेगा या नहीं अब ARM में अधिकांश इंस्ट्रक्शन एक शर्त विशेषता को निर्दिष्ट करने की अनुमति देता है मुझे इस तरह एक उदाहरण इंस्ट्रक्शन ले लो आम तौर पर यदि आप इस EQ का उपयोग नहीं करते हैं तो कल्पना करें कि यह EQ वहां नहीं है तो MOV r1 0 का मतलब है r1 को 0 शुरू किया गया है अब अगर मैं यह MOVEQ देता हूं तो इसका मतलब है कि मैं CPSR में इस शून्य फ्लैग की जांच कर रहा हूं यदि शून्य फ्लैग सेट किया गया है तो केवल आप ही मूव करते हैं अन्यथा आप मूव नहीं करते हैं तो कुछ शर्तों के आधार पर इस इंस्ट्रक्शन का एक्सेक्यूशन किया जाएगा इस तरह से कंडीशनल एक्सेक्यूशन होता है हम बाद में देखेंगे कि इस तरह की स्थिति के एक्सेक्यूशन से हमें कई मामलों में ब्रांच इंस्ट्रक्शन को रोकने की अनुमति मिलती है यह इंस्ट्रक्शन की कम संख्या के साथ कोड घनत्व को उच्च बनाता है इस सब के साथ हम ARM आर्किटेक्चर पर अपनी संक्षिप्त चर्चा को रोकते हैं अगले व्याख्यान से हम ARM इंस्ट्रक्शन सेट और ARM की अन्य विशेषताओं के बारे में कुछ पहलुओं पर आगे बढ़ेंगे जो वास्तविक प्रयोग में सहायक होंगे जो हम दिखा रहे हैं हमारे द्वारा दिखाए जा रहे सभी प्रदर्शन कुछ ARM बोर्ड पर आधारित होंगे और कुछ प्रयोग जो हम आपको Arduino बोर्डों पर दिखा रहे हैं धन्यवाद